एक दिलचस्प विषय है और वह है नेतृत्व लीडरशिप Leadership और दूसरों को प्रेरित करना जहां तक नेतृत्व का संबंध है यह एक बहुत बड़ा विषय है महत्वपूर्ण विषय है बहुत सारे अध्ययनों को नेतृत्व से संबंधित किया गया है लेकिन आज मैं मुख्य रूप से संचार कौशल दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जहां तक नेतृत्व का संबंध है एक नेता के पास कई अन्य चीजों के बीच कुछ गुण होने चाहिए मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण वह हो सकता है जो कई अन्य गुणों और लक्षणों के अलावा उसके पास बहुत अच्छी संचार क्षमता होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं नेतृत्व के बारे में बात कर रहा हूं और कैसे नेता दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि कोई यह नहीं कह सकता कि कोई नेता है और वह प्रेरित नहीं कर पा रहा है तो वह नेता नहीं है एक नेता के पास प्रेरक क्षमता होनी चाहिए वह दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए हम नेतृत्व के इस पहलू पर चर्चा करेंगे इसलिए नेतृत्व एक औपचारिक स्थिति है जहाँ एक विशिष्ट व्यक्ति के पास समूहों में दूसरों पर अधिकार होता है उदाहरण के लिए हम कार्य स्थल में एक बॉस एक कार्य समूह में एक टीम लीडर किसी समिति का अध्यक्ष या एक धार्मिक समुदाय का एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं इसलिए हमेशा आप पाते हैं कि एक व्यक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन करता है एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी अगुवाई करता है हमारी समस्या का प्रबंधन करता है और मार्ग दिखाता है तो ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें नेतृत्व में रखा गया है तो नेतृत्व एक स्थिति है या नेता उन प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके पास किसी प्रकार का अधिकार है जिनका दूसरों पर किसी प्रकार का नियंत्रण है और वे उनके कुछ अनुयायी हो सकते हैं जो उनकी सोच का पालन करेंगे उनके विचार जो भी वे कह रहे हैं लोग मानेंगे वास्तव में ऐसे लोगों को कार्य सूची एजेंडा Agenda चलाने और समूह को एक विशेष तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक रूप से संवाद करने की आवश्यकता होती है जिसका दूसरों को पालन करना चाहिए अब नेता केवल जब महत्वपूर्ण हैं जब उनके अच्छे अनुयायी हैं और अनुयायी अपने नेताओं द्वारा आश्वस्त हैं और वे सम्मान दिखाते हैं और समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं कि वह जो भी कह रहा है हाँ वह मेरा नेता है और मुझे उसका पालन करना है तो ये एक नेता के गुण हैं आप जानते हैं नेतृत्व सिद्धांत या नेतृत्व ग्रंथों में कई तरह की शैलियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के नेताओं से भरी होती हैं लेकिन आज मैं मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करूँगा जहाँ तक संचार के दृष्टिकोण से दो प्रकार के नेता और उनकी विशेषताएं हैं कैसे वे हमारे संचार व्यवहार और संचार व्यवहार के माध्यम से बहुत प्रभावी हो रहे हैं कि कैसे वे दूसरों को सफलतापूर्वक प्रेरित करने में सक्षम हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है बाल्स 1950 से नेतृत्व की क्लासिक चर्चा ने उन लोगोंनेताओं को विभाजित किया है जो कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो समूह के सदस्यों की सामाजिक भावनात्मक भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए यहां दो प्रकार के नेताओं का उल्लेख किया गया है एक यह है कि कार्य उन्मुख और अन्य एक सामाजिक भावनात्मक नेता हैं इसलिए मैं सिर्फ इन दो प्रकार के नेताओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा और फिर मैं आगे बताऊंगा कि ये नेता समूह और उनके अनुयायियों का मार्गदर्शन करने और टीम का नेतृत्व करने के लिए कैसे प्रबंध कर रहे हैं हाल ही में नेताओं को टीम के नेताओं के रूप में माना जाता है बहुत बार उन्हें उत्तर घर 2009 तक टीम के नेता के रूप में कहा जाता है उन्होंने इस पर काम किया है अबकार्य नेताओं टास्क लीडर्स Task Leader के साथ शुरुआत करते हुए एक टास्क लीडर ग्रुप की गतिविधि एक्टिविटी Activity पर जोर देता है टास्क लीडर जैसे टास्क फोर्स और वह एक लीडर है कोई एक लीडर है तो वह जो कर रहा है वह समूह की गतिविधि पर तनाव डालता है विषय पर सदस्यों को रखता है एजेंडा का पालन करता है सुनिश्चित करें कि निर्णय किए जाते हैं समूह की अभिप्रेत सिद्धि को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार है यह निर्देश देने के साथ आरोप लगाया जाता है कि समूह के निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए क्या होता है सुनिश्चित करता है कि अपने आवंटित बैठक के समय के अंत में एक निष्कर्ष तक पहुंचता है जो बैठक में किया गया है संक्षेप में बताता है और अगली बैठक के लिए एजेंडा सेट करता है इसलिए इन सभी अंको पर उनका ध्यान रहता है कि लक्ष्य को पूरा करने के तरीके उन्मुख हों लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए इसलिए यह शैली है यह जिस तरह के नेता काम कर रहे हैं और ये विशेषताएँ हैं ये कार्य हैं ये ऐसे तरीके हैं जो वे अनुसरण करते हैं और वे सब कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि अंतमे वे कुछ हासिल करने में सक्षम होते हैं लक्ष्य को प्राप्त करते है और कार्य का संबंध मे वे सफल रहते हैं अब हमारे संगठन समाज में हमारी प्रणाली में दूसरे प्रकार के नेता के पास आना विद्वान कहते हैं कि इन्हें सामाजिक भावनात्मक नेता कहा जाता है और ये वो विशेषताएं हैं जो सामाजिक भावनात्मक नेता कर रहे हैं वह इस बात पर ध्यान देता है कि समूह में हर कोई कैसा महसूस करता है मुझे लगता है कि वे रिश्ते और व्यक्तिगत भावना के बारे में अधिक चिंतित हैं मनोदशा मूड Mood के बारे में वे अधिक चिंतित हैं व्यक्तियों के बारे में और यह दर्शाता है कि सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ सहज महसूस करते हैं और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहज महसूस करेंगे यह नहीं कि वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा नहीं वे शामिल होंगे तो यह संभव होगा कि कुछ प्रकार की संबंधबॉन्डिंग Bounding विकसित की जाए उनके साथ किसी प्रकार का संबंध हो सभी को चर्चा में एक मोड़ मिल सके इसका मतलब है कि यह नेता हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देगा यहाँ तक कि अगर मतभेद भी है ठीक है यह भी ठीक है कि वह चिढ़ नहीं पाएगा वह हमेशा यह नहीं कहेगा कि हाँ वह उम्मीद कर रहा है कि हर किसी को इस तरह से बोलना चाहिए वह शुरुआत में कभी अपने मन की बात नहीं बताएगा इसलिए वह उनसे हर तरह का समर्थन प्राप्त कर रहा है और सदस्यों को परिणाम से खुश कर रहा है क्योंकि एक बार अच्छे माहौल अच्छे संबंध अच्छे संचार के बाद निश्चित रूप से यह एक सुखद अंत के साथ आएगा जो समूह के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध बनाए रखेगा इसलिए फिर से ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं व्यक्तिगत संबंध जो हम किसी समूह में इसके बारे में बात कर रहे हैं यदि व्यक्ति आपस में अच्छी समझ रखते हैं और नेता के प्रति सम्मान रखते हैं नेता के लिए विश्वास है तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं मुश्किल नहीं है और लोगों के विश्वास को प्रबंधित करता है और उनकी भावनाओं को संभालता है आप जानते हैं कि भावनाएं ये चीजें हैं जो मानव व्यवहार और प्रकृति हैं जो अक्सर कभी कभी अचानक आती हैं हम बहुत दुखी खुश या खुश हो जाते हैं या हम उदास हो जाते हैं हम विभिन्न कारणों से व्यथित हो जाते हैं लेकिन वैसे भी ये हमारे जीवन का हिस्सा हैं लेकिन अच्छी भावना वाले सामाजिक भावनात्मक नेता हमेशा लोगों को संतुलन में रखने और उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करेंगे ताकि वह उनके मुद्दों और समस्याओं को सुनेंगे और यथासंभव समाधान करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग सहज महसूस करें और वे प्रेरित महसूस करें और वे एक समूह में काम करने का अनुभव करें इसलिए वे मुद्दों पर आगे बढ़ सकते हैं अब एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नेतृत्व और प्रेरणाये किसी ने यह कहा है कि प्रेरणा सब कुछ है और लोगों को प्रेरित करने का एकमात्र तरीका उनके साथ संवाद करना है अपनी भाषा में लोगों से बात करना महत्वपूर्ण है भाषा के भीतर एक भाषा होती है अब यह बहुत महत्वपूर्ण है जब हम नेताओं को उनकी अच्छी संचार क्षमता के साथ प्रेरित करने की बात करते हैं वे प्रेरित करते हैं कि वे प्रेरित कर सकते हैं इस पहलू में बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं जैसे आप जानते हैं कि अच्छे वक्ता हैं अच्छे वक्ता हैं और अपने भाषणों के माध्यम से अपने प्रवचनों के माध्यम से वे हजारों लोग हैं जो उनके अनुयायी बन जाते हैं हमारे धर्म गुरुओं धर्म प्रचारकों गुरुओं में बहुत सारे हैं और बस उनके प्रेरक भाषणों के कारण भी लोग अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं तो यह वास्तव में बहुत प्रभावी कला है कि अगर कोई व्यक्ति के पास यह है इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति किस तरह की भाषा बोल रहा है और यहां यह बहुत महत्वपूर्ण है जब मैं यह कह रहा हूं कि अपनी भाषा में लोगों से बात करें जब मैं उनकी अपनी भाषा में कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह भाषा जो कोई व्यक्ति बोल रहा है क्योंकि भाषा के भीतर एक भाषा है इसका क्या मतलब है अर्थ यह है कि प्रत्येक भाषा मे है कुछ चीजें मिलीं जो सार्वभौमिक हैं जहा प्रेम की भाषा है स्नेह की भाषा है समझ की भाषा है मानवीय स्पर्श और भावना की भाषा है और अगर इन बातों पर प्रकाश डाला जाता है जब व्यक्ति जो कोई भाषा अंग्रेजी हिंदी बोल रहा है जर्मन फ्रेंच तमिल तेलुगु प्रत्येक भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सार्वभौमिक हैं और इसका मतलब है कि भावनाएं चाहे वह भाषा भावनात्मक भावना से भरी हुई हो जो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है कि जो बहुत परिष्कृत भाषा बोल रहे हैं वे बहुत सफल हो सकते हैं यह ऐसा नहीं है यदि कोई व्यक्ति एक सरल भाषा भी बोल सकता है लेकिन अगर यह आत्मविश्वास से भावनात्मक भावना के साथ मानवीय स्पर्श के साथ सहानुभूति के साथ भरी हुई है तो निश्चित रूप से लोग बहुत आसानी से प्रेरित हो जाएंगे इसलिए ये चीजें वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक नेता को इस तरह की संचार क्षमता विकसित करनी चाहिए यदि वह एक अच्छा नेता बनना चाहता है अब नेतृत्व और प्रेरणा आगे अगर मैं उठाता हूँ तो नेतृत्व और प्रेरणा भाई और बहन की तरह है कोई भी देख सकता है कि नेतृत्व और प्रेरणा भाई और बहन की तरह है ऐसे नेता के बारे में सोचना मुश्किल है जो दूसरों को प्रेरित नहीं करता है तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति प्रेरित करने में सक्षम नहीं है लेकिन यहां एक ऐसा नेता है कोई यह नहीं कह सकता है कि वह एक नेता है या नहीं आमतौर पर लोग प्रेरित होते हैं जब कुछ ऐसा करने की इच्छा होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं कैसे प्रेरित होऊंगा इसके कई कारक हैं वास्तव में प्रेरित होने के लिए संबंधित है तो कुछ इच्छा होनी चाहिए यह इच्छा हो सकती है कि मुझे कुछ मिलेगा कुछ हासिल करना है समाज के लिए कुछ करना होगा कम से कम कुछ इच्छा तो होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई इच्छा नहीं है तब किसी को भी प्रेरित करना वास्तव में बहुत मुश्किल हो जाता है तो जिस व्यक्ति को लगता है कि वह प्रेरित होना चाहता है उसे कुछ इच्छाएं कुछ लालसाएं कुछ हासिल करने की इच्छा होनी चाहिए अन्यथा उसे प्रेरित करना बहुत मुश्किल होगा दूसरों को प्रेरित करना एक महत्वपूर्ण नेतृत्व कौशल है इससे लोगों को जुड़ने और कार्यों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने में मदद मिलेगी तो ये एक नेतृत्व के गुण हैं कि वह कैसे स्थिति को संभाल सकता है कैसे वह लोगों को समझ सकता है और निश्चित रूप से इन सभी गतिविधियों में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास एक अच्छी संचार क्षमता होनी चाहिए एक और बात यह है कि उत्साह अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह एक नेता है अगर नेता बनने के लिए सोचता है तो उसके पास बहुत उत्साह होना चाहिए अगर किसी व्यक्ति के भीतर से उत्साह नहीं है वह कैसे उत्साहित कर सकता है दूसरों में महत्वपूर्ण उत्साह यदि कोई व्यक्ति भीतर से प्रेरित महसूस नहीं कर रहा है तो वह दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकता है इसलिए दूसरों को प्रेरित करने से पहले किसी को पहले खुद मे या खुद से प्रेरित महसूस करना चाहिए तभी कोई दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश कर सकता है तो उत्साह एक संक्रामक है यदि कोई नेता अपने काम के बारे में उत्साही है तो दूसरों को प्रेरित करना बहुत आसान है इसके अलावा अगर कोई नेता उसकी देखभाल करने का अच्छा काम कर रहा है या वह खुद या वह इस बारे में ज्यादा स्पष्ट है कि दूसरे कैसे कर सकते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भीतर से प्रेरणा होनी चाहिए प्रेरणा के बारे में सीखना शुरू करने के लिए एक महान जगह हमारी अपनी प्रेरणा को समझना शुरू करना है दूसरों को प्रेरित करने में मदद करने की कुंजी यह समझना है कि उन्हें क्या प्रेरित करता है इसलिए एक नेता के लिए नंबर एक दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं नंबर एक यह है कि उसके पास एक प्रेरणा होनी चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि वह दूसरों को कैसे प्रेरित करने वाला है दूसरों को क्या प्रेरित करेगा यहां आप जानते हैं कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न कारक हो सकते हैं कुछ लोग पैसे के लिए प्रेरित हो सकते हैं कुछ लोग पदोन्नति के लिए प्रतिष्ठा या पद के लिए प्रेरित हो सकते हैं कुछ लोग सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं कुछ लोग नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं तो इतने सारे कारक जिम्मेदार हैं इसलिए एक नेता को पता होना चाहिए कि अगर वह दूसरों को प्रेरित करने के लिए तैयार है या नहीं कौन सा कारक होगा जो उसके लिए उत्सुक है और यदि वह उस विशेष पहलू पर प्रकाश डालने या ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है तो वह आसानी से उसे प्रेरित करने की स्थिति में होगा नेतृत्वलीडरशिप Leadership एक व्यक्ति और दूसरे के बीच एक ऐसा संबंध है जब कोई व्यक्ति एक दिशा देता है और दूसरा ख़ुशी से उसे पूरा करता है पस्पर विनिमय इंटरचेंज Interchange में नेतृत्व का सफलतापूर्वक लेन देन किया गया है नेतृत्व किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि लोगों के बीच होता है लीडरशिप का मतलब है क्या लीड है लीडर होना चाहिए और फिर कुछ फॉलोअर्सअनुयायी होने चाहिए कोई नेता होने का दावा नहीं कर सकता है यदि वह कुछ अनुयायी नहीं है अनुयायियों के बिना एक नेता तो असंभव है तो एक नेता के पास कुछ लोग होने चाहिए जो अनुसरण करेगा जो सुनेगा और जो आश्वस्त होगा अन्योन्याश्रित के लिए प्रभावी टीम और उनके नेता वहां मौजूद हैं वे सभी व्यक्तिगत संबंधों में भाग लेते हैं और वास्तव में व्यक्तिगत संबंधों के लिए आवश्यक दोस्ताना और सम्मानजनक संचार करते हैं व्यक्तिगत संचार एक सहयोगी जलवायु एक मजबूत व्यक्तिगत प्रतिबद्धता अन्य टीम के सदस्यों के लिए उच्च संबंध और उत्कृष्टता के लिए एक एकीकृत प्रतिबद्धता का लेन देन करता है तो ये एक नेता के गुण हैं एक नेता यह नहीं है कि मैं स्वतंत्र रूप से सब कुछ करूंगा ऐसा नहीं है वह साझा करने में सक्षम होना चाहिए दूसरों से मदद लेने के लिए दूसरे को यह भी महसूस कराना चाहिए कि वे भी भागीदार हैं वे भी मदद कर रहे हैं वे भी इस तरह की भावना का योगदान कर रहे हैं उन्हें जाना चाहिए और फिर अगर उनके पास इस तरह की भावना है तो वे सम्मान दिखाएंगे वे लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे दूसरों को प्रेरित करने के लिए नेताओं का एक महत्वपूर्ण चीज यह है की प्रभावी नेता जानते है की प्रेरणा का मतलब कैसे बड़ाएँ तीन प्रेरक कारक को प्रभावी रूपसे उपयोग करते हुये टीम के सदस्य को कैसे प्रेरित करे और तीन प्रेरक कारक क्या हैं पहला है प्रशमशा एप्रिसिएशन Appreciation दूसरा भागीदारीइनवॉल्वमेंट - Involvement और तीसरा है व्यक्तिगत स्थितियोंपर्सनल अवेयरनेस Personal awerness के बरेमे जागरुकता इन तीनों में से हालांकि प्रशंसा तीन कारकों में से सबसे शक्तिशाली है इसे उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए प्रशंसा के शब्द हर किसी के लिए काम नहीं करते हैं वास्तव में वे कुछ लोगों को बंद कर सकते हैं एक नेता संचार की थमिकताओं के साथ सहसंबंध में सबसे प्रभावी ढंग से प्रशंसा का उपयोग कर सकता है इसलिए अब आप जानते हैं कि ऐसा क्या होता है कि आम तौर पर लोगों को दूसरों की सराहना करना बहुत मुश्किल लगता है कितना समय कितने वाक्यों की जरूरत है सराहना के लिए एक व्यक्ति ने अच्छा काम किया है उसे उसकी सराहना की जानी चाहिए धन्यवाद बधाई आपने अच्छा काम किया है इसे बनाए रखें अब ये केवल एक छोटे से शब्द हैं लेकिन ये छोटे शब्द बहुत मदद करते हैं जिससे व्यक्ति को आगे करने के लिए प्रेरित करता है तो ये चीजें मदद करती हैं और प्रशंसा अच्छी है लेकिन एक ही समय में यह इस तरह से नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को शर्मिंदा महसूस करे उदाहरण के लिए यदि आप कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी की सराहना कर रहे हैं दूसरों के सामने जहां वह अपने बहुत सारे सहयोगियों और दोस्त हैं आप कभी कभी सहयोगियों रूप से किसी की सराहना कर रहे है एक व्यक्ति भी शर्मिंदा महसूस करता है और उस प्रशंसा को सही भावना में नहीं ले जाएगा तो यह भी एक नेता या एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यदि आप उस व्यक्ति की सराहना कर रहे हैं तो कैसे किस तरह की भाषा और किस तरह की स्थिति में यह अधिक प्रभावी होगा प्रशंसा से उस व्यक्ति को किसी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे एक प्रेरक कारक के रूप में काम करना चाहिए और इसके लिए भी व्यक्ति को कुछ विशेष प्रकार की रणनीतियों को विकसित करना होगा तो वह व्यक्ति वास्तव में भीतर से महसूस कर रहा है कि अगर वह वास्तव में उसकी सराहना की जाती है और उसके लायक यह उचित विनियोग है न कि केवल विनियोग करने के लिए और व्यक्ति शर्मिंदा महसूस कर रहा है बल्कि भीतर से यह भीतर से आना चाहिए और व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए इसलिए यह बहुत प्रभावी होने जा रहा है और ये एक नेता की निश्चित प्रेरक रणनीतियाँ हैं अच्छे नेता हमेशा क्या करते हैं अच्छा नेता हमेशा टीम की ऊर्जा को ऊर्जावान करता है वह ऊर्जा से भरपूर ऊर्जा देता है नेता के प्रकार के बजाय जो ऊर्जा को दूसरों से दूर चूसता है उस तरह के नेता होने का संकल्प करता है जो हर दिन कार्य स्थल पर जुनून और स्थिति को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए प्रयास करता है यह ऊर्जा नहीं चूस रहा है इसकी पूर्ति ऊर्जा देना हाँ हम यह कर सकते हैं हम इसे करेंगे हम इसे बनाएंगे मैं आपके साथ हूँ जो उन्हें महत्व दे रहा है तो सिर्फ ऊर्जा दे रहा है ऊर्जा विभिन्न अन्य साधनों द्वारा दी जा सकती है लेकिन आप कभी कभी बात करते हुए आप जानते हैं कि नेता लोग जा रहे हैं हमारी सेना के बलों में सीमा पर जा रहे हैं और उन्हें अपने प्रेरक भाषण के माध्यम से कैसे प्रेरित कर रहे हैं हाँ हम यहाँ हैं हमारे देश की खातिर राष्ट्र के लिए और यहाँ तक कि अपने जीवन की कीमत पर हमें बचाना है हमें अपने शत्रुओं से लड़ना है और इसलिए हमारे राष्ट्र की हमारे देश की आपकी सुरक्षा है वे करेंगे वे इस तरह से बोलते हैं कि लोग बहुत उत्साही और ऊर्जावान महसूस करते हैं इसलिए एक नेता को लोगों के अनुयायियों के लिए ऊर्जा भरना चाहिए और निश्चित रूप से यह केवल तभी संभव है जब वह एक अच्छा संचारक हो उसे समझना चाहिए कि वह किससे बोल रहा है उस विशेष स्थिति और संदर्भ में सबसे अच्छा या अधिक प्रभावी क्या होगा इसलिए उन्हें दर्शकों को समझना चाहिए उन्हें लोगों को समझना चाहिए और तदनुसार उन्हें रणनीति को अनुकूलित करना चाहिए और मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि उन्हें एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति अच्छा श्रोता नहीं है यदि नेता नहीं सुन रहा है क्योंकि सुनना स्वयं हमारे जीवन में एक महान बात है यदि आपको समस्या हो रही है और हम किसी के पास जाते हैं तो हमारे परिवार के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति या माता पिता या मित्र या हमारे शिक्षक हो सकते हैं और तुरंत वे समस्या का कुछ हल करने में मदद करने या प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं लेकिन कम से कम उन्होंने धैर्यपूर्वक हमारी समस्या सुनी है तुम जानते हो पचास प्रतिशत छूट सिर्फ बताने से मिलेगी और कोई सुन रहा है मैं खुलासा कर रहा हूं मैं अपनी समस्या बता रहा हूं और कोई व्यक्ति बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक बहुत सहानुभूतिपूर्वक मेरे मुद्दे मेरी समस्या को सुन रहा है मुझे किसी प्रकार की सांत्वना मिलती है कि ठीक है कम से कम कोई मुझे सुनने के लिए है क्योंकि सुनना एक वरदान है कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं लेकिन वे किसी को भी अपने आस पास नहीं पते है कोई भी उन्हें सुनने के लिए नहीं है और वे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विकार समस्याएं बीमारियां विकसित करते हैं जैसा आज हमारा जीवन बन गया है इसलिए व्यस्त लोगों के पास दूसरों को सुनने के लिए समय नहीं है हम दूसरों के बारे में भूल जाते हैं यहां तक कि हमारे परिवार में भी पास और प्रिय कि हम बच्चों हमारे बच्चों पत्नी और पति भाइयों और बहन की समस्याओं को नहीं सुन पा रहे हैं वे सुनने में सक्षम नहीं है वे सुनने के लिए कोई समय नहीं दे रहे हैं परिणामस्वरूप कई समस्याएं जटिल हो जाती हैं और निश्चित रूप से वे बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का विकास करते हैं इसलिए बेशक दूसरे को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है धीरज रखें और सुनें इसलिए एक अच्छे नेता के पास इस तरह के गुण होना चाहिए एक समस्या हल करने वाला है कई बार ऐसा होता है कि मुझे समस्या न लाएं और कृपया मेरा समाधान करें ये नेता का संदेश होना चाहिए लोगों को केवल समस्या आ रही होगी एक समस्या के साथ बहुत कम लोग हैं जो हम समस्या और समाधान के साथ आएंगे लेकिन एक महान नेता एक अच्छा नेता प्रभावी नेता जो दूसरे को प्रेरित करना चाहता है हर समय एक समस्या के साथ नहीं आएगा अगर कोई समस्या है तो वह एक समाधान भी खोजने की कोशिश करेगा यदि लोग उनके पास जा रहे हैं और केवल समस्याओं के साथ जा रहे है तो निश्चित रूप से वह सुनेंगे और यह भी कोशिश करेंगे और कहेंगे की हां दोस्तों जो ठीक है यह अच्छा है लेकिन हमें बताएं हमें समझने की कोशिश करें हमें प्रयास करें पता लगाना है की क्या समस्या है मुझे आशा है की और मुझे लगता है कि हम गहराई में जा रहे हैं तो हम समस्या का कुछ हल निकाल पाएंगे इसलिए यह न केवल समस्या के आसपास ध्यान केंद्रित करना है बल्कि समाधान के आसपास भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए अब इस तरह के लोग इस तरह के नेताओं का मतलब है अनुभव और क्षमता के माध्यम से होता है उनका अनुभव और योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है यह उनके शीर्षक उनकी स्थिति के माध्यम से नहीं है एक प्रभावी नेता अपने कर्मचारियों का उल्लेख करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है और उनमें से भागीदार बनाता है जिसे हर समय महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं इस विशेष पद को धारण कर रहा हूं इसलिए मैं हर समय एक घमंडी काम करना पसंद कर सकता हूं कोई भी अच्छा नेता ऐसा कार्य नहीं करेगा तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं अच्छा नेता कैसे प्रेरित कर सकता है मूलमंत्र एक व्यक्ति कह सकता है कि सबसे पहले उसे दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक अच्छा संचारक होना चाहिए उसे दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक अच्छा श्रोता होना चाहिए उसे दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए एक समस्या निवारक होना चाहिए समस्या निर्माता नहीं उसे दूसरों को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि वह बहुत बेहतर स्थिति में है और हर समय किसी न किसी तरह की तानाशाही करता है नहीं यह कभी काम नहीं करेगा यदि कोई व्यक्ति यह दिखा रहा है कि मैं एक पद पर हूँ और मैं जो चाहे कर सकता हूँ नहीं वह एक सफल नेता नहीं हो सकता है कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से लोग बाहर से किसी प्रकार का भय दिखाएंगे लेकिन दीर्घकालिक रूप में कोई भी पालन नहीं करेगा कोई किसी भी तरह का सम्मान नहीं देगा कोई भी प्रेरित महसूस नहीं करेगा इसलिए दूसरों को प्रेरित करने के लिए साथी सहयोगियों के लिए एक अच्छी संचार क्षमता अच्छा रिश्ता और समझ होनी चाहिए इसलिए मित्रों मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं अब तक नेतृत्व में और दूसरों को प्रेरित करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नेता हने के लिए प्रभावी संचारक होना चाहिए एक अच्छा श्रोता होना चाहिए और एक अच्छा नेता दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है उसे कड़ी मेहनत करनी होगी अच्छे नेता के अलावा अगर कोई नेता खुद कड़ी मेहनत करने वाला और ईमानदार नहीं है तो वह दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है इसलिए उसे यह दिखाना चाहिए कि वह एक मेहनती व्यक्ति है वह एक ईमानदार व्यक्ति है और उसे दूसरों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए दो शर्तें हैं जैसा कि आप जानते हैं कि सहानुभूति है सहानुभूति का मतलब है बस कुछ दिखाना और कहना कि यह वास्तव में बहुत बुरा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस तरह के शब्दों को हमदर्दी कहते हैं सहानुभूति का अर्थ है अपने आप को उस विशेष स्थिति में रखना और यह सोचना कि जैसे आपकी समस्या मेरी समस्या है आपकी कठिनाइयाँ मेरी कठिनाइयाँ हैं और एक व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है तो वो व्यक्ति राहत महसूस करेगा व्यक्ति उस व्यक्ति को प्रेरित महसूस करेगा उससे आप को बहुत सम्मान मिलेगा आपके लिए यह एक ऐसा तरीका है जिससे एक नेता दूसरों को काम करने के लिए या लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है तो यह तरीका है और ऐसा एक तरीका है कि एक व्यक्ति एक नेता जो दूसरों को प्रेरित करना चाहता है पहले उसे कुछ संचार क्षमताओं व्यवहार कौशल का विकास करना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि दूसरों को क्या प्रेरित करेगा व्यक्ति क्या चाहता है और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह किसी प्रकार के संबंध दूसरों के साथ किसी प्रकार का संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहा है बेशक ये चीजें इतनी सरल नहीं हैं इसमें समय लगता है और जो अनुभवी व्यक्ति हैं हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जो लोग उच्च पद पर आसीन हैं या जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कारखाने शिक्षण संस्थानों का नेतृत्व कर रहे हैं वे कुछ गुण पते हैं जो हर कोई सराहना करेगा और कई गुणों के बीच एक व्यक्ति क्या बताएगा की वह एक अच्छा व्यक्ति है और यदि कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति कह रहा है तो इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से मिलने जा रहा है तो उसका संचार व्यवहार अच्छा है वह उनकी बात सुनेगा वह समस्या को समझने की कोशिश करेगा वह समय देगा अगर तुरंत समाधान नहीं आ सकता है लेकिन कम से कम एक व्यक्ति खुश महसूस कर रहा है वह संतुष्ट है कि वह उससे मिलने गया और उसने उसकी समस्या सुनी इसलिए एक नेता के लिए यह महत्वपूर्ण है प्रभावी नेता दूसरों को तभी प्रेरित कर सकते हैं जब उनके पास यह गुण हो इसलिए नेताओं के पास इन गुणों का होना आवश्यक है और केवल इन गुणों के साथ ही अच्छा संचार सुनने धैर्य और धीरज रखने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने का मतलब है व्यक्ति इन चीजों को विकसित करने की कोशिश कर रहा है वह हमेशा एक अच्छा नेता होगा और लोगों को उसके लिए बहुत सम्मान होगा और वे जो भी करने को कहेंगे उसके लिए तैयार होंगे तो इन गुणों को एक नेता प्राप्त करना होगा इन शब्दों के साथ मैं नेतृत्व और दूसरों को प्रेरित करने से संबंधित अपने विषय को समाप्त करना चाहता हूं आपका धन्यवाद